कीवर्ड्स सिलेंडर प्रवाह नियंत्रण वाल्व पायलट दबाव दबाव अंतर लूप प्रतिक्रिया नियंत्रण सर्वो वाल्व औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण के 27 वे पाठ में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम पहले प्रेशर और फ्लो कंट्रोल वाल्व को देखेंगे कुछ ऐसा जो पिछले लेक्चर से अधिक होगा फिर हाइड्रोलिक सिलेंडरों आनुपातिक वाल्व और सर्वो वाल्वों को देखेंगे और अंत में हम एक पूर्ण हाइड्रोलिक सक्रियण प्रणाली की संरचना को देखेंगे इसलिए हम निर्देश के उद्देश्यों को देखते हैं दबाव और प्रवाह नियंत्रण वाल्वों और सिलेंडरों के संचालन के सिद्धांतों का वर्णन करें आनुपातिक वाल्वों के बुनियादी घटकों सर्वो वाल्वों के बुनियादी घटकों के बारे में जानें और विशिष्ट से परिचित हों हाइड्रोलिक सक्रियण प्रणालियों के नियंत्रण वास्तुकला को आप जानते हैं ये इस पाठ के अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं इसलिए अंतिम पाठ से आने पर ये हैं दबाव राहत वाल्व ये वाल्व आमतौर पर माउंट किए जाते हैं इसलिए आपके पास ये हैं वाल्व नहीं हैं जहां ये समानांतर में जुड़े हुए हैं सामान्य तौर पर आपके पास एक पाइप है जिसके माध्यम से मुख्य प्रवाह होता है और यह वाल्व समानांतर ठीक से जुड़ा होने वाला है इसलिए एक हाइड्रोलिक सर्किट में आपके पास मुख्य लाइन होगी और आपके पास एक दबाव राहत वाल्व होगा जो आमतौर पर टैंक से जुड़ा होता है इसलिए यह वाल्व प्रतीक होगा जैसा कि दिखाया गया है और एक समायोज्य स्प्रिंग है तो मुख्य विद्युत लाइन जिसके माध्यम से मुख्य तरल पदार्थ बहता है अगर इस बिंदु पर दबाव अधिक हो जाता है तो यह वाल्व संचालित होना चाहिए इसलिए यह बिंदु A इनलेट A से जुड़ा है और यह बिंदु B नाली से जुड़ा है ठीक है इसलिए यदि दबाव यहां अधिक हो जाता है तो यह बस एक पप्पेट जैसी चीज़ है यह जो इस स्प्रिंग से लोडेड है यह एक स्प्रिंग है आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं इसलिए स्प्रिंग वास्तव में इसे नीचे दबाता है स्प्रिंग इसे नीचे दबाता है जब इसे दबाता है तो यह बंद हो जाता है लेकिन अगर इस बिंदु पर दबाव अधिक हो जाता है तो यह ऊपर धकेल दिया जाएगा इसे ऊपर धकेल दिया जाएगा और तरल पदार्थ इसके माध्यम से बह जाएगा यह इसके माध्यम से नाली में प्रवाहित हो जाएगा तो यह पथ है यह पथ यह दबाव राहत वाल्व का संचालन है अब कभी कभी आपको पायलट का उपयोग करके विभिन्न मोड में इन राहत वाल्वों को संचालित करने की आवश्यकता होती है यह एक पायलट है एक पायलट एक ऐसी रेखा है जिसके उपयोग से दूरस्थ स्थान से दबाव डालकर आप वाल्व का संचालन कर सकते हैं इसलिए वाल्व का कुछ सामान्य संचालन मोड हो सकता है लेकिन कभी कभी ऑपरेटर उस मोड को ओवरराइड करना पसंद कर सकते हैं और एक अलग मोड में आते हैं और वह आप नियंत्रण कक्ष में बैठ कर सकते हैं जबकि वाल्व मशीन के पास कहीं क्षेत्र में हो सकता है इसलिए यहां हमारे पास पायलट संचालित वाल्व है सञ्चालन देखिये तो यह पायलट पोर्ट है ठीक है मान लीजिए कि सबसे पहले हम इसे बंद रखते हैं यदि आप इसे बंद रखते हैं मान लें कि यह सील है आम तौर पर तरल पदार्थ इस के माध्यम से बेहता है इस या इसके विपरीत बाहर जा रहा है यह हाँ है यह इसके माध्यम से जा रहा है और नाकि इसकी वजह से यह वास्तव में क्या होता है तरल पदार्थ इस टैंक के माध्यम से बह रहा है और निकल रहा है ठीक है क्षमा करें यह है हाँ वास्तव में सही है सही है इसलिए यह तरल पदार्थ गुजर रहा है जैसे कि यह इनलेट पोर्ट है और यह आउटलेट पोर्ट है और आप देखते हैं कि यह सब है यह वास्तव में खोखला है लेकिन ऐसा है और यहाँ एक छोटा सा छेद है मामूली केशिका की तरह ओपेनिंग जिसे नहीं दिखाया गया है मैं इसे पूरा बना रहा हूं तो क्या होता है कि यहाँ दबाव आमतौर पर स्थिर अवस्था में होता है यह यहाँ दबाव के समान है इसलिए इस पूल पर इस पूल पर शुद्ध बल शून्य है तो लेकिन एक स्प्रिंग है यह एक स्प्रिंग है इसलिए स्प्रिंग इसे नीचे धकेल रहा है यह किनारा वे दो किनारों ये वास्तव में यहां के प्रतिकूल हैं और बंद हो रहे हैं इसलिए टैंक में कोई रिसाव नहीं है सीधे तरल पदार्थ गुजर रहा है यह सामान्य परिदृश्य है अब मान लीजिए दबाव बढ़ जाता है यहाँ उच्च दबाव जाना शुरू होता है तो क्या होगा धीरे धीरे केशिका के कारण इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन यहाँ दबाव और यहाँ दबाव कुछ समय के बाद बनाए रखा जाता है इस छिद्र के कारण तो यहाँ दबाव भी बढ़ जाएगा इस तरह से कुछ समय में यहाँ दबाव इतना अधिक हो जाएगा कि यह इस पॉपपेट को इस दिशा में धकेल देगा और एक रिसाव प्रवाह होगा यह वास्तव में खोखला है क्या आप इन्हें देख सकते हैं बिंदीदार रेखाएं यह इंगित करती हैं कि यह खोखला है और एक छिद्र है इसलिए इस खोखली जगह से तरल पदार्थ बहना शुरू हो जाएगा और यह टैंक में बह जाएगा इसलिए दबाव एक निश्चित स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता है अब मान लीजिए कि आप कुछ समय के लिए परिचालन आवश्यकताओं के कारण इस वाल्व को खोलना चाहते हैं इससे पहले यदि आप यदि आप अभी यदि आप इसे इसके माध्यम से प्रवाह बनाने की कोशिश करते हैं तो यह प्रवाह नहीं होगा क्योंकि यह बंद हो जाएगा इसलिए प्रवाह को पंप करने के लिए कोई टैंक नहीं हो सकता है दूसरी तरफ यदि आप अब पायलट दबाव लागू करते हैं यहाँ आप उदाहरण के लिए एक पायलट दबाव यहाँ लागू करते हैं तो आप एक दिशात्मक वाल्व का उपयोग करके पायलट दबाव लागू कर सकते हैं इसलिए वाल्व पंप की इस स्थिति में बी से जुड़ा हुआ है इसमें यह है तो इस स्थिति में क्या है होने वाला है क्योंकि आप यहां दबाव बना रहे हैं तो आप इस पर जोर दे रहे हैं इसलिए आप इसे नीचे धकेल रहे हैं आप इसे नीचे धकेल रहे हैं इसलिए पंप हो सकता है पंप टैंक में बहायेगा यह टैंक में बह जाएगा अब आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं दबाव की एक निश्चित राशि को लागू करके आप दबाव के स्तर को तय कर सकते हैं जिस पर यह टैंक के लिए निकल जाएगा तो राहत स्तर को प्रोग्राम किया जा सकता है इसलिए पायलट संचालित रीडिंग वाल्व का उपयोग करके ऐसी चीजें की जा सकती हैं अगले पर चलते हैं प्रवाह नियंत्रण वाल्व ये वे वाल्व होते हैं जो इस प्रकार बने होते हैं कि इनका प्रवाह दबाव की भिन्नता के बावजूद इनलेट पर दबाव भिन्नता के बावजूद आउटलेट के माध्यम से प्रवाह निरंतर हो रहा है और इसे इसके द्वारा समायोजित किया जा सकता है प्रवाह की विभिन्न सेटिंग्स हो सकती हैं और कोई उस सेटिंग को समायोजित कर सकता है इसलिए यह कैसे प्राप्त किया जाता है यह मूल रूप से इस तथ्य से प्राप्त किया जाता है कि यह इनलेट पोर्ट है इसलिए द्रव पथ क्या है द्रव पथ इसके माध्यम से है इसके माध्यम से इसके माध्यम से इस तरह के माध्यम से यह द्रव पथ है ठीक है तो दो बाधाएं हैं इसलिए पहली बाधा यह है यह पहली है यह वास्तव में एक क्रॉस अनुभागीय दृष्टिकोण है तो वास्तविक चीज इस तरह है यह एक यह एक नाच के साथ एक सिलेंडर है जिसके बीच में एक वी आकार का नाच है तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि नौच V आकार का है इसलिए यदि इसे घुमाया जाए अगर इसे घुमाया जाए तो V के सिरे यहाँ आएँगे यह ऐसा बन जाएगा यह क्रिसेंट इस तरह बनेगा फिर तरल पदार्थ को इस तरह के छिद्र के माध्यम से प्रवाह करना पड़ता है अभी यह इस के माध्यम से बह रहा है इसलिए वास्तव में क्योंकि क्रॉस सेक्शन भिन्न होता है यहां क्रॉस -सेक्शन कम है यहां क्रॉस सेक्शन अधिक है यहां क्रॉस अनुभाग अधिकतम है इसलिए जैसा कि आप इसको अनुभागीय क्षेत्र में घुमाते हैं जिसके माध्यम से इस प्रवाह को निर्धारित किया जा सकता है यह पहली बात है इसलिए मैं कहता हूं इस वाल्व को स्थानांतरित करके फ्लो सेटिंग को समायोजित किया जा सकता है इस नौच को आगे बढ़ाते हुए अब ऐसा क्या होता है मान लीजिए कि यहां दबाव बढ़ता है अगर ऊपर जाता है तो यह एक विशेष नौच पर निश्चित प्रवाह में बह रहा है एक विशेष प्रवाह पर एक विशेष दबाव ड्रॉप होता है इसलिए यह दबाव तुरंत यहां बढ़ेगा अब यदि जब दबाव बढ़ जाता है तो यहाँ एक बल लागू होगा यदि यहाँ एक बल लागू होता है तो नहीं वास्तव में क्या होगा अगर यहां दबाव बढ़ जाता है तब पहले दबाव यहाँ बढ़ेगा अब इसका मतलब है कि यह दबाव कार्य करेगा दबाव भी होगा इसलिए प्रवाह इस ओर बढ़ेगा क्योंकि प्रवाह यहाँ बढ़ेगा लेकिन क्योंकि दबाव यहाँ बढ़ जाता है इसलिए प्रवाह होगा यह दबाव यहाँ और यहाँ पर दबाव डालेगा जिससे यह स्पूल इस ओर जाएगा अब यदि यह स्पूल इस ओर बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि यह छिद्र बंद हो जाएगा एक बार यह खुलने के बाद बंद हो जाता है तो यहाँ एक बड़ा दबाव ड्रॉप होने वाला है और स्वाभाविक रूप से यह दबाव ड्रॉप स्थिर है यह ऊपर चला गया है लेकिन इस स्तर पर यह निश्चित हो जाता है यदि आप यहाँ दबाव ड्रॉप बढ़ाते हैं तो यहाँ दबाव गिर जाएगा इसलिए इस तरह से दबाव समायोजित होने वाला है यह एक विशेष प्रवाह बना रहेगा जब इन दोनों के बीच दबाव अंतर इन दोनों के बीच दबाव अंतर क्या है यह संतुलन में क्यों है क्योंकि यहां ऊपर की ओर दबाव है यहां नीचे की ओर दबाव है और स्प्रिंग बल है जो नीचे की ओर है इसलिए यह होगा इसलिए किसी भी स्थिर अवस्था में इस दबाव और इस दबाव के बीच का अंतर हमेशा स्प्रिंग के बराबर होने वाला है इसलिए स्प्रिंग थ्रोटल के पार दबाव के अंतर को निर्धारित करता है यह इस स्प्रिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है यह हमेशा स्प्रिंग बल के बराबर होता है और इसलिए अब ऐसा होने जा रहा है जो कि वी नॉट के एक विशेष छिद्र पर आपके पास दबाव का अंतर नियत है और यदि आपके पास छिद्र क्रॉस सेक्शन तय है तो प्रवाह ठीक होने वाला है इसलिए यह वह तरीका है इसलिए जिस क्षण दबाव बढ़ता है इस के माध्यम से इस पूल को समायोजित करेगा और दबाव को इस तरह नियंत्रित करें कि प्रवाह का प्रवाह भार समान रहेगा इसलिए यह प्रवाह नियंत्रण वाल्व का सिद्धांत है अब हम देखते हैं इसलिए अंत में इसलिए अब हमने कई वाल्वों का सही अध्ययन किया है इसलिए हमने पहले पंपों और मोटरों का अध्ययन किया है जो द्रव को वितरित करते हैं और अंत में द्रव मोटर का उपयोग करते हैं रोटरी एक्ट्यूएटर तो हमने देखा है कि द्रव कैसे हो सकता है यह दिशाएं बदली जा सकती हैं और यह पथ पर है प्रवाह और दबाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए अब अंत में कि द्रव एक एक्ट्यूएटर में जाएगा इसलिए एक्ट्यूएटर में से एक रोटरी एक्ट्यूएटर मोटर हो सकता है जिसका आप पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं अब हम एक रैखिक एक्चुएटर को देखने जा रहे हैं जो एक सिलेंडर है तो सिलेंडर आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं एक प्रकार को एकल एक्टिंग कहा जाता है दूसरे प्रकार को दोहरा एक्टिंग कहा जाता है इसलिए एकल एक्टिंग का अर्थ है बल द्वारा यह केवल एक दिशा में चलता है फिर यह फिर यह आम तौर पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा वापस आता है या स्प्रिंग बल आदि द्वारा जबकि डबल एक्टिंग का अर्थ है कि बल द्वारा इसे दोनों दिशाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है इसलिए एकल एक्टिंग के लिए आम तौर पर रिटर्न स्ट्रोक लोड नहीं होता है जबकि आगे स्ट्रोक लोड होता है जबकि डबल एक्टिंग के लिए दोनों स्ट्रोक लोड किया जा सकता है यह बहुत ही सरल है एकल एक्टिंग यह एक एकल एक्टिंग सिलेंडर है इसलिए यदि आप पंप से कुछ दबाव डालते हैं तो यह ऊपर जाएगा यह एक बल पैदा करेगा इसलिए यह ऊपर जाएगा ताकि पावर स्ट्रोक ऊपर जाए दूसरी ओर यदि आप इसे टैंक से जोड़ते हैं तो इस मामले में यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है इसलिए लोड के कारण यह यह बात सामने आएगी और द्रव टैंक में धकेल दिया जाएगा यदि आप चाहते हैं पॉवर स्ट्रोक आपको इसे पंप से कनेक्ट करे यदि आप चाहते हैं कि यह हमें वापस लेना है तो हमें इसे टैंक से जोड़ना होगा डबल एक्टिंग के लिए सिलेंडर भी बहुत सरल उपकरण हैं इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि आप कर सकते हैं आपके पास दो पोर्ट हैं एक पंप है दूसरा टैंक है हाँ वास्तव में आपके पास दो पोर्ट हैं इसलिए इनमें से एक है इसलिए यदि आप इसे पंप करने के लिए कनेक्ट करते हैं और यह टैंक में जाता है तो द्रव यहां प्रवेश करेगा और यहां से बाहर जाएगा और इस दिशा में धकेल दिया जाएगा दूसरी ओर यदि आप उल्टा करते हैं कि यदि आप इसे पंप के लिए लेते हैं और यह एक टैंक में जाता है तो द्रव यहां प्रवेश करेगा और इस दिशा से बाहर जाएगा केवल एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दबाव के लिए आपको इसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी अर्थात् हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र दोनों पक्षों पर अलग अलग है यदि आपके पास है तो इसे एकल कहा जाता है रॉड वह रॉड जिससे लोड जुड़ा हुआ है केवल एक तरफ जुड़ा हुआ है इसलिए इस क्षेत्र में यह क्षेत्र A1 और A2 से कम होने वाला है इसलिए A2 A1 से अधिक है यदि आपके पास एक डबल रॉड सिलेंडर है जहां आपके पास इस तरफ भी एक रॉड है तो यह हो सकता है कि A2 A1 या A2 भी A1 से कम हो सकता है इसलिए यह एक बहुत ही सरल डिवाइस है अब अब तक हमने ज्यादातर दबाव नियंत्रण और प्रवाह नियंत्रण के अलावा देखा है हमने ज्यादातर वाल्व देखे हैं जहां द्रव की दिशा बदल जाती है इसलिए हमने मुख्य रूप से दिशात्मक वाल्व देखा है अब हम कुछ वाल्वों को देखने जा रहे हैं जहां निरंतर या एक कदम कम तरीके से प्रवाह या दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है ठीक है तो यह है इसलिए हम उपयोग करते हैं जिसे आनुपातिक और सर्वो वाल्व के रूप में जाना जाता है तो आप यहाँ हैं मेरा मतलब फायदा यह है कि आपके पास स्थिति बल वेग आदि का एक स्टेप लेस नियंत्रण है और आप इन्हें ड्राइव कर सकते हैं ये आम तौर पर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व होते हैं ताकि आप इन्हें सही तरीके से मुख्य रूप से करंट का उपयोग करके और ताकि आप कभी कभी कंप्यूटिंग इंटरफेस का उपयोग करके ड्राइव कर सकें एप्लिकेशन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक एवियोनिक्स है तो कंप्यूटर जहाज उड़ान को इन एक्ट्यूएटर्स पर ऐसे उड़ाएगा जैसे एक विमान उड़ता है उड़ सकता है तो जाहिर है आप उच्च शक्ति वजन अनुपात के लिए हाइड्रोलिक्स का उपयोग करते हैं कभी कभी आप बिजली भार अनुपात में सुधार कर सकते हैं और हाइड्रोलिक्स के कई चरणों का उपयोग करके बहुत अधिक भार ड्राइव कर सकते हैं और वे खुले आंशिक रूप से खुले या आंशिक रूप से बंद और कभी कभी पूर्ण बंद लूप नियंत्रण का उपयोग करते हैं तो ये आम तौर पर बहुत सटीक उपकरण हैं काफी महंगे बनाने में मुश्किल निर्माण और मुख्य रूप से बहुत उच्च शक्ति भार के सटीक गति के लिए उपयोग करने के लिए इसलिए हम आनुपातिक वाल्व के साथ शुरू करेंगे तो हमारे पास ओपन लूप तकनीक हो सकती है जहां हम आप ओपन लूप नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं आप ओपन लूप नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं यह हमने नियंत्रण सिद्धांत में अध्ययन किया है कि आपको प्रतिक्रिया की आवश्यकता क्यों है आपको प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जब आप जानते हैं कि सिस्टम मॉडल बदला जा सकता है और बहुत सारी अज्ञात गड़बड़ी है इसलिए यदि आपके पास इस प्रकार की स्थितियां हैं तो आप बंद लूप फीडबैक नियंत्रण का उपयोग करते हैं लेकिन एक स्थिति में लेकिन बंद लूप प्रतिक्रिया नियंत्रण के लिए आपको जरूरत है एक महंगी प्रतिक्रिया व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है इसलिए यदि आप कभी कभी ऐसा कर सकते हैं यदि आप जानते हैं कि आपका सिस्टम अत्यधिक स्थिर है तो नहीं बदलता है थोड़ी अनिश्चितता है बहुत अच्छी तरह से विशेषता है और आप लोड को जानते हैं इसलिए कोई अप्रत्याशित प्रकार का लोड नहीं है ऐसी स्थिति में आप ओपन लूप नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं और आम तौर पर एक नियंत्रण प्रणाली में कई लूप होंगे इसलिए यदि आपके पास कुछ लूप बंद हैं और शायद अंतिम ये आम तौर पर गति बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए शायद अंतिम तत्व की अंतिम गति को महसूस नहीं किया जाता है फिर मैं इसे आंशिक बंद लूप नियंत्रण कहता हूं तो आनुपातिक वाल्व इस खुले या आंशिक बंद लूप नियंत्रण का उपयोग करते हैं और वे बहुत अधिक विशिष्ट उपकरण हैं तो मूल विचार स्पूल स्ट्रोक के लिए प्रवाह या दबाव आनुपातिक बनाना है इसलिए मूल रूप से एक है यह केवल एक दिशात्मक वाल्व की तरह है केवल एक चीज यह है कि दिशात्मक वाल्वों में जब आप एक तरफ सेलेनॉइड पर स्विच करते हैं तो यह आता है और चिपक जाता है एक छोर पर जब आप सोलेनोइड के दूसरे पक्ष को सक्रिय करते हैं तो यह आता है और दूसरे छोर पर चिपक जाता है यहाँ आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं यहाँ आप स्पूल की निरंतर गति करने जा रहे हैं और इसलिए ये सभी खुलने वाले हैं जो विभिन्न एक्सटेंशन्स के लिए खुलने जा रहे हैं और वहाँ आपके द्वारा प्रवाह या दबाव को नियंत्रित करने जा रहे हैं इसलिए आप आधार हैं इसलिए मूल रूप से संरचना समान है यह स्पूल स्ट्रोक के लिए प्रवाह या दबाव आनुपातिक बनाता है इसलिए ऐसा होता है कि प्रवाह या दबाव स्पूल की गति के लिए आनुपातिक होगा और यह बदले में एक्ट्यूएटर पर आनुपातिक बल या गति पैदा करेगा जो एक्ट्यूएटर पर निर्भर करता है आइए हम इस समय एक रैखिक एक्ट्यूएटर पर विचार करें और जैसा कि हमने देखा है कि जैसा कि आपने कहा कि पायलट राहत वाल्व में आप कर सकते हैं आप उस दबाव को नियंत्रित कर सकते हैं जिस पर वाल्व वेंट करेगा इसलिए आप ऐसा कैसे करते हैं आप पायलट दबाव को नियंत्रित करके पायलट दबाव को कैसे नियंत्रित करते हैं आप एक आनुपातिक वाल्व डाल सकते हैं पंप से और फिर उस वाल्व के पंप के आउटलेट को राहत वाल्व के पायलट पोर्ट से कनेक्ट करें और फिर कंप्यूटर का उपयोग करके या मेरा मतलब है कि मैनुअल ऑपरेशन का उपयोग करके आप राहत दबाव को नियंत्रित कर सकते हैं एक विशिष्ट आनुपातिक वाल्व में ये तत्व होंगे इसलिए यह एक नियंत्रण वोल्टेज द्वारा संचालित होता है जिसे मैन्युअल रूप से दिया जा सकता है या जो कंप्यूटर से आ सकता है फिर आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सेट होता है जो विभिन्न प्रकार के काम करता है जो फ़िल्टरिंग करते हैं जो प्रवर्धन करेंगे जो कर सकते हैं कभी कभी अगर इसका हिस्सा डिजिटल है तो वे डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण करेंगे और वहाँ कर सकते हैं एक मुख्य बात यह है कि इसमें कुछ शक्ति जोड़ना चाहिए यही कारण है कि एक सर्वो एम्पलीफायर होगा और करेंट कनवर्टर के लिए एक वोल्टेज होगा इसलिए अंत में इस नियंत्रण वोल्टेज से जिसमें कोई शक्ति नहीं होती है आप कुछ करंट को चलाने जा रहे हैं यह धारा आनुपातिक सोलेनोइड पर लागू होगी इसलिए आनुपातिक सोलेनोइड की विशेषता ऐसी है कि किसी विशेष करंट पर यह एक विशेष बल बना सकती है इसलिए यदि यह एक विशेष बल बनाएँ या यह एक विशेष स्ट्रोक बना सकता है जैसा कि हम देखेंगे कि आनुपातिक वाल्व या तो बल नियंत्रित या स्ट्रोक नियंत्रित हो सकते हैं इसलिए यदि आप स्ट्रोक को नियंत्रित करते हैं तो हाइड्रा यह है यह इसका कुंडल हिस्सा है ये हैं यही कारण है कि इन्हें इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कहा जाता है इसलिए यह हिस्सा इलेक्ट्रिकल है यह हाइड्रोलिक्स है इसलिए यदि आप स्पूल पर एक बल या स्ट्रोक बनाते हैं तो आपको एक समान प्रवाह या दबाव मिलेगा और उस प्रवाह या दबाव को लागू किया जा सकता है हमारे लिए यह आखिरकार एक्ट्यूएटर है जो वास्तविक भार से जुड़ा है जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं मशीन इसलिए यह सिलेंडर या मोटर है इसलिए ये एक आनुपातिक वाल्व की एक विशिष्ट संरचना है तो आनुपातिक सोलनॉइड्स आम तौर पर बनाए जाते हैं यदि आप एक बल नियंत्रित आनुपातिक सोलनॉइड आनुपातिक वाल्व चाहते हैं तो आप जो करते हैं वह वास्तव में आप कैसे करते हैं बल नियंत्रण करते हैं आप करेंट नियंत्रण करते हैं और आप करेंट नियंत्रण करते हैं और फिर आपने सोलनॉइड को इस तरह बनाया है कि यह बल स्ट्रोक विशेषता है इसलिए आप देखते हैं कि स्ट्रोक की अच्छी रेंज के लिए बल एक दिए गए प्रवाह पर स्थिर रहता है तो करंट को बदलकर आप बल को ऊपर ले जा सकते हैं और यह रुक जाएगा यह स्ट्रोक की लंबाई पर स्थिर रहेगा वास्तव में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये वाल्व स्ट्रोक की लंबाई वास्तव में बहुत छोटी है यह मिलीमीटर के क्रम का है पूर्ण स्ट्रोक लंबाई इसलिए आमतौर पर स्ट्रोक की लंबाई बड़ी नहीं होती है और इसलिए वाल्व वास्तव में केवल इस क्षेत्र में काम करने की उम्मीद है इसलिए आपके पास बल के अनुपात के लिए एक निरंतर करंट है इसलिए यदि आप करना चाहते हैं तो आप बल को नियंत्रित करना चाहते हैं तो यह करंट को नियंत्रित करने के बराबर है जो बहुत सरल है जैसा कि हमारे पास है जैसा कि हम बाद में भी देखेंगे कि करेंट प्रतिक्रिया बहुत पसंद की जाती है क्योंकि उस प्रतिक्रिया को प्राप्त करना बहुत आसान है उदाहरण के लिए एक विशिष्ट बहुत सस्ते हॉल प्रभाव सेंसर आपको एक बहुत अच्छी करेंट फीडबैक दे सकता है कभी कभी करेंट संवेदन प्रतिरोधी आप एक छोटे प्रतिरोध के माध्यम से करेंट को ड्राइव कर सकते हैं और फिर वोल्टेज ड्रॉप ले सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा करेंट मूल्य देगा तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो लागत में कमी आती है दूसरी ओर याद रखें कि यह बल नियंत्रण रणनीति अनिवार्य रूप से इस वाल्व के करेंट बल की विशेषता पर निर्भर है ताकि इसका पक्का होना चाहिए और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आपका बल स्थिर रहने वाला नहीं है दूसरी ओर यदि आपके पास जब आपके पास स्ट्रोक नियंत्रण है तो हमने स्ट्रोक नियंत्रण नहीं खींचा है मुझे बस आगे जाने दें वास्तव में मैं दूसरी तरफ हाँ ठीक है वापस जाएं ठीक है तो आप देखें कि यह है मुझे खेद है हाँ इसलिए आमतौर पर एक बल नियंत्रित आनुपातिक वाल्व के विशिष्ट निर्माण इसलिए आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि आप विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं यह सर्वो एम्पलीफायर करंट है यहाँ संचालित किया जा सकता है यह है यह है यह टोक़ है तो टोक़ मोटर कहा जाता है तो क्या होगा यह है यह होगा यह कनेक्टर है इसलिए यदि आप करंट चलाते हैं तो क्या होगा यह कहें कि यह गति करेगा यह चुंबक प्रणाली इसे खींच लेगी और इसे थोड़ा झुकाएगी इसलिए यह इसे धक्का देगा इसे यहां धक्का देगा एक बार यह धक्का दे यह वास्तव में जुड़ा हुआ है यह वास्तव में जुड़ा हुआ है इसलिए एक बार जब यह धक्का होता है तो यह वाल्व शिफ्ट हो जाएगा यह स्पूल है आप स्पूल देख सकते हैं यह स्पूल शाफ्ट है इसलिए एक बार जब यह इस तरफ बढ़ता है तो यह पंप है जो कनेक्ट हो जाता है इस पोर्ट के लिए यह है कि यह पोर्ट टैंक से जुड़ा हुआ है ठीक है दूसरी तरफ अगर आप कनेक्ट करते हैं अगर आप इसे इस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो यह इस पोर्ट से जुड़ जाएगा और यह इस पोर्ट से जुड़ जाएगा इसलिए यह स्पूल शिफ्ट कर देगा इस मामले में इस फीडबैक के मामले में एक निश्चित केवल एक निश्चित दूरी को स्थानांतरित करें ताकि आप देखें कि मामले में बल नियंत्रण स्ट्रोक नियंत्रित सोलेनोइड के मामले में आप वास्तव में एक स्थिति ट्रांसड्यूसर लगाते हैं इसलिए आप वास्तव में एक स्थिति ट्रांसड्यूसर डालते हैं और स्ट्रोक देखते हैं और आप प्रतिक्रिया देते हैं उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि इस विशेषता के कारण प्रतिक्रिया प्रणाली वाल्व की विशेषता को बहुत बारीकी से नियंत्रित नहीं किया करता है लेकिन स्थिति ट्रांसड्यूसर सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है और समग्र आनुपातिक सॉलोनॉइड की विशेषता स्थिर होने जा रही है अभी भी काफी स्थिर है तो अब तो यह है आप जानते हैं कि यह एक विशिष्ट अनुप्रयोग सर्किट है हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यह एक यह एक एकल एक्टिंग सिलेंडर है इसलिए आप देख सकते हैं कि यदि यह इस स्थिति में है तो सिलेंडर बंद है आप देख सकते हैं कि यह सिलेंडर है जोकि सिलेंडर बंद है सिलेंडर क्यों बंद है इस राहत वाल्व की वजह से सिलेंडर बंद है देखें कि यह चेक वाल्व है इस जगह से प्रवाह नहीं हो सकता इस स्थान पर यदि प्रवाह इस मार्ग से होता है तो एक निश्चित दबाव अंतर की आवश्यकता होती है इसलिए जब तक वजन नहीं होता है सिलेंडर अपने वजन से वापस नहीं आ सकता है क्योंकि द्रव इस कक्ष से बाहर नहीं जा सकता है इसलिए यदि आप इसे चार तरफ़ा वाल्व 3 स्थिति चार तरफ़ा वाल्व की केंद्रीय स्थिति में रखते हैं तो सिलेंडर बंद है और यह अपने स्वयं के वजन के कारण धीरे धीरे नीचे नहीं आता है दूसरी तरफ अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं तो यह स्थिति इसका मतलब है कि इन प्रतीकों का मतलब यह है कि ये आनुपातिक दिशात्मक वाल्व हैं इसलिए यह केवल ऐसा नहीं है यह नहीं है कि वाल्व की स्थिति को तीन में से एक में स्थानांतरित किया जा सकता है जैसा कि आमतौर पर है दिशात्मक वाल्व में ज्ञात प्रवाह दर या आनुपातिक नियंत्रण का उपयोग करके भी बदला जा सकता है तो बाकी सरल है यदि आप इस जगह से जुड़े हैं तो द्रव इस में प्रवाहित होगा और वाल्व के माध्यम से प्रवाहित होगा दूसरी ओर यदि आप इसे इस स्थिति से जोड़ते हैं तो द्रव इस माध्यम से चेक वाल्व तक जाएगा और यह टैंक में वापस आता है टैंक के लिए इसलिए यह आप देखते हैं कि यहां आप इस आनुपातिक दिशात्मक वाल्व का उपयोग करके केवल एक तत्व का उपयोग करके आप न केवल दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम हैं बल्कि इस वेग को भी नियंत्रित कर सकते हैं या आनुपातिक वाल्व का उपयोग करके गति जो कभी कभी एक फायदा है